तो इंजीनियरिंग गणित II पर व्याख्यान में आपका स्वागत है तो इनवर्स फूरियर रूपांतरण पर यह व्याख्यान संख्या 53 तो इस व्याख्यान में हम इनवर्स फूरियर रूपांतरण और इसकी कुछ संपत्ति जैसे रैखिकता वगैरह के बारे में बात करेंगे तो हम विशिष्टता प्रमेय पर भी चर्चा करेंगे जिस पर अब इनवर्स लाप्लास परिवर्तन के मामले में चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि इनवर्स लाप्लास परिवर्तन अद्वितीय नहीं है और फिर इनवर्स लाप्लास परिवर्तन के लिए कुछ काम की समस्याओं का प्रदर्शन किया जाएगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अस्तित्व में आ रहा है जिस पर पिछले व्याख्यान में चर्चा की गई थी हमें एक ऐसे function की आवश्यकता है जो piecewise continuous और exponential क्रम का हो और ये दो शर्तें लाप्लास परिवर्तन के अस्तित्व के लिए पर्याप्त थीं तो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 0e st𝑓𝑡𝑑t और अगर हम सिर्फ इसे दो भागोंमें मे तोड़ते है 0t0e st𝑓𝑡𝑑t और t0e st𝑓𝑡𝑑t तो लाप्लास को बदलने के अस्तित्व के लिए विचार था कि इस piecewise continuous ता इस भाग के अस्तित्व का ख्याल रखता है जहा हमारे पास फिनिट सिमा है और और इस भाग मे जहा हमारे पास है t0 से ∞ तो इस exponential आर्डर exponential आर्डर के फंक्शनों के अस्तित्व का ख्याल रखता है और समग्र रूप से हम चर्चा करते हैं कि ये दो स्थितियां वास्तव में लाप्लास परिवर्तन के अस्तित्व के लिए पर्याप्त शर्तें हैं लेकिन वे आवश्यक नहीं हैं और हमने कुछ उदाहरण दिखाए हैं जहां फंक्शन piecewise continuous नहीं थे और फिर लाप्लास परिवर्तन भी मौजूद था फंक्शन exponential क्रम का नहीं था लेकिन फिर भी लाप्लास परिवर्तन मौजूद है अब हम इनवर्स लाप्लास परिवर्तन पर आएंगे और यह विचार सरल है कि यदि हमारे पास उदाहरण के लिए यह 𝑠 𝑡 का लाप्लास रूपान्तरण किसी फ़ंक्शन के लिए यह तो हम इनवर्स लाप्लास परिवर्तन को परिभाषित करते हैं क्योंकि इस 𝐹𝑠 का लाप्लास परिवर्तन 𝑓𝑡 के बराबर है यदि हम जानते हैं कि 𝐹𝑠 𝑡 का लैपलेसट्रांसफॉर्म है तो इनवर्स 𝑠 का लाप्लास इनवर्स 𝑓𝑡 होगा तो यह सरल इनवर्स है उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि sin 𝑤𝑡 का लाप्लास परिवर्तनws2w2हैं उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ws2w2का L इनवर्स t धनात्मक के लिए sin 𝑤𝑡 के बराबर है लेकिन यहां एक समस्या है उदाहरण के लिए यदि हम फंक्शन g𝑡 पर विचार करें हम g𝑡 को t 1 के रूप में परिभाषित करते हैं मान 1 है और अन्यथा यह sin 𝑡 है तोt 1 पर यह sin 1 नहीं है लेकिन हमने भिन्न मान को 1 के रूप में परिभाषित किया है और इस t 1 के अलावा हमारे पास sin t है दरअसल हम ऐसे कई परिमित बिंदुओं को परिभाषित कर सकते हैं जहां इस फ़ंक्शन के लिए मान भिन्न होता है g𝑡 और अन्यथा यह sin 𝑡 है इसलिए यदि हम इस g𝑡 के लाप्लास रूपान्तरण को लेते हैं जिसे यहाँ t 1 के लिए 1 के रूप में परिभाषित किया गया है और अन्यथा यह sin 𝑡 है उस स्थिति में हमसाथ समाप्त करेंगे 1s21 के साथ और यह स्पष्ट है क्योंकि integral जो 0e stg𝑡𝑑t है यह असतत बिंदुओं पर मूल्य नहीं पढ़ता है तो अंततः यह sin 𝑡 का ही लाप्लास रूपान्तरण है तो हम यहाँ इस 𝑔𝑡 का लाप्लास रूपान्तरण प्राप्त करेंगे जो sin 𝑡 के लाप्लास रूपान्तरण के समान है अब पहले की परिभाषा रखते हुए जो हमने दिया है कि यदि sin 𝑡 का लाप्लास रूपांतर है उदाहरण के लिए 1s21 है तो 1s21 इसका L इनवर्स sin 𝑡 होगा लेकिन अब यहाँ समस्या यह है कि हमारे पास g𝑡 फ़ंक्शन है जो वास्तव में sin 𝑡 से अलग है तो इसका इनवर्स लाप्लास रूपांतर 1s21 चाहे हम इसे sin 𝑡 कहें या हम इसे 𝑔𝑡 कहें या हम कई अन्य फंक्शनों को परिभाषित कर सकते हैं जिनका लाप्लास परिवर्तन 1s21 होगा तो उस अर्थ में इनवर्स लाप्लास अद्वितीय नहीं है क्योंकि हमारे पास लाप्लास इनवर्स 1s21 का sin t है हमारे पास में 1s21 का लाप्लास इनवर्स भी है 𝑔𝑡 के रूप में तो एक प्रमेय है यहाँ इस लेर्च के प्रमेय द्वारा अच्छा परिणाम दिया गया है यदि f और g continuous हैं और exponential क्रम के हैं और फिर यदि हमारे पास यह 𝐹𝑠 G𝑠 है यदि इसलिए लाप्लास परिवर्तन बराबर है ss0 के तो f𝑡 भी 𝑔 के बराबर होगा सभी t के लिए तो कम से कम हमारे पास यह विशिष्टता है जब हम continuous फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यदि 𝑓 और g continuous हैं और उनका लाप्लास रूपान्तरण समान है तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये function समान हैं यदि उनके लाप्लास रूपान्तरण समान हैं तो function भिन्न नहीं हो सकते हैं लेकिन यह केवल तभी सत्य है जब हम सतत function के बारे में बात कर रहे हों तो आइए पहले इस प्रमेय को देखें और फिर हम इस विशिष्टता वाले हिस्से पर कुछ और चर्चा करेंगे इसलिए हम यहां केवल प्रमाण की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे तो मान लीजिए कि यह 𝐹𝑠 𝐺𝑠 सभी 𝑠 0 के लिए है उस स्थिति में हमारे पास ये दो इंटीग्रल बराबर हैं क्योंकि यह इस 𝑓𝑡 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है और यहां हमारे पास 𝑔 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है जिन्हें क्रमशः F𝑠 और 𝐺𝑠 द्वारा दर्शाया जाता है तो इस समानता के साथ हम सब कुछ बाईं ओर ला सकते हैं तो हमारे पास 0e st𝑓𝑡 − 𝑔𝑡𝑑t integral है और कहा कि सभी 𝑠 s0के लिए 0 के बराबर है अब इस के बाद हमारे पास एक अच्छा परिणाम है जो हम अगली स्लाइड मे साबित होगा जो कहता है कि अगर हमारे पास 0e sth𝑡𝑑t0 है तो ℎ 𝑡 0 यह संकेत मिलता है लेकिन हमको जरूरत इस परिणाम को साबित करने के लिए है आइए पहले इस परिणाम का उपयोग करें इस लेरचस थ्योरम को बाद मे साबित करेंगे हम दिखाएंगे कि वास्तव में यही मामला है जब हमारे पास 0e sth𝑡𝑑t0 है जह ℎ𝑡 0 बताता है तो यहाँ यह परिणाम हमारे पास है हमारे पास है 0e st𝑓𝑡 − 𝑔𝑡𝑑t0 और यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि यह 𝑡 continuous है तो इस मामले में भी हमारे पास यह continuous ता है क्योंकि और continuous हैं तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि 𝑓𝑡 𝑔𝑡 सभी के लिए समान रूप से 0 है जिसका अर्थ है कि यह 𝑓𝑡 𝑔𝑡 सभी t के लिए है तो यह सबूत की रूपरेखा है लेकिन हमें दिखाना होगा कि 0e sth𝑡𝑑t0 इसका मतलब है कि ℎ𝑡 0 तो इस परिणाम को साबित करने के लिए हम यहां इस लेम्मा पर विचार करेंगे और इस लेम्मा का उपयोग करके हम दिखा सकते हैं कि यह परिणाम मान्य है तो यहाँ यह लेम्मा कहता है कि यदि h𝑡 इस 0 से १ पर continuous है इस अंतराल 0 से १ में और जब हमारे पास अब यह integralहै 01h𝑡tn𝑑t0 इस सब के लिए 𝑛 0123 और इसी तरह जिसका अर्थ है कि ℎ𝑡 0 तो पहले हम इस लेम्मा को साबित करेंगे और इस लेम्मा की मदद से हम यह परिणाम में वापस आएंगे इसलिए चूंकि यहां ℎ𝑡 को सतत माना जाता है इसलिए ℎ𝑡 continuous फंक्शन है तो हम एक बहुपद 𝑃𝜖 जैसे 𝜖 ढूंढ सकते हैं तो यह वह परिणाम है जिसे हम वीयरस्ट्रैस सन्निकटन प्रमेय कहते हैं और यह कहता है कि यदि हमारे पास इस बंद अंतराल पर परिभाषित यह continuous फंक्शन है जैसे कि यहां 0 से 1 है तो हम जितनी चाहें उतनी अच्छी सटीकता का बहुपद पा सकते हैं इसलिए हम मूल रूप से बहुपद द्वारा दिए गए continuous फंक्शन का अनुमान लगा सकते हैं और सटीकता हम यहां सेट कर सकते हैं जैसा कि यहां लिखा गया है 𝜖 तो किसी भी 𝜖 के लिए हम बहुपद फ़ंक्शन को ढूंढ सकते हैं जो वास्तव में इस फ़ंक्शन से अंतर 𝜖 से कम है तो इसे वीयरस्ट्रैस सन्निकटन प्रमेय कहा जाता है और अब इसका उपयोग करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यह जानकारी है कि01h𝑡tn𝑑t सभी 𝑛 0123 और इसी तरह के लिए 0 है तो अब इस परिणाम से हम क्या कह सकते हैं कि 01h𝑡P𝜖𝑑t 𝑑𝑡 हमेशा 0 हो जाएगा क्योंकि यह एक बहुपद है और बहुपद की तरह के कुछ फार्म होगा a0xna1xn 1 या 𝑡 बल्कि हम यहाँ 𝑡 के बारे में बात कर रहे हैं a1tn 1और इसी तरह और फिर व्यक्तिगत रूप से हम जानते हैं कि यह 01h𝑡tn𝑑t 0 तो हमारे पास मूल रूप से यहाँ tn 1और इसी तरह है तो इस परिणाम से क्योंकि n के किसी भी मान के लिए यह 0 है तो यहां हम बहुपद रख रहे हैं और बहुपद में ऐसे पदों का यह रैखिक संयोजन tn होगा तो निश्चित रूप से तब यह समाकल भी 0 होगा तो इस समाकल को 0 के बराबर रखते हुए अब हम क्या कह सकते हैं यदि हम सीमा 𝜖 को 0 पर ले जाते हैं तो यह कहते हुए कि 𝜖 0 पर जाता है जिसका अर्थ है कि 𝑃𝜖 बहुपद जिसे हमने function 𝑡 के सन्निकटन के लिए लिया है यह वास्तव में ℎ𝑡 हो जाएगा यह होगा h𝑡 के बहुत करीब जाते हैं क्योंकि हम h𝑡 का छोटा मान लेते हैं इसलिए सीमित स्थिति में जब 𝜖 0 पर जाता है तो यह बहुपद ठीक इस h𝑡 पर जाता है यह ℎ𝑡 के इस ग्राफ के साथ मिल जाएगा इसका मतलब है कि सीमित मामले में जब 𝜖 0 पर जाता है तो हमारे पास ℎ𝑡 होता है और यह बहुपद ℎ𝑡 में परिवर्तित हो जाएगा जो कि वीयरस्ट्रैस प्रमेय है जिसे हमने देखा है कि यह बहुपद 𝜖 तब जाता है जब 𝜖 0 पर जाता है यह वास्तव में इस continuous फंक्शन के लिए जाता है तो हमारे पास यह h2dt है और जिसका अर्थ है कि हमारे पास यह सकारात्मक या h2 इंटीग्रैंड में है और इसका मतलब यह होगा कि इस इंटीग्रल को 0 के बराबर रखने के लिए इसे समान रूप से 0 होना चाहिए तो हम क्या अब यह सिद्ध करना है कि हम जब 0e sth𝑡𝑑t 𝛼 से बड़े सभी s के लिए 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि ℎ𝑡 0 के बराबर है जिसे अब हम सिद्ध करेंगे तो हम वास्तव में इस परिणाम का उपयोग करेंगे जिसका अर्थ है 01h𝑡tn𝑑t 0 के बराबर का अर्थ है ℎ𝑡 बराबर 0 तो यहाँ हम इस को ठीक करेंगे हमलेंगे s0 जो इस से बड़ा है अत यह समाकल इन सभीलिए मान्य होगा सभी s के लिए और अब हम प्रतिस्थापित करते हैं ue t को जिसका अर्थ है कि हमारे पासln 𝑢 −𝑡 है या हमारे पास मूल रूप से due tdt और e tu है इसलिए हमारे पास 𝑑𝑢 −𝑢 𝑑𝑡 है तो इस 𝑑𝑢 को इस −𝑢 से बदला जा सकता है तो यह होने और हम इसे लेंगे ss0n1 तो यहां हम का परिचय दे रहे हैं अब हम इस दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ यह परिणाम कहता है कि 0 01unus0h𝑑t इसके बराबर हैं तो यहाँ की सीमा जो 0 से ∞ थी जब हमारे पास यह s0 है यह 1 पर जाएगी और जब 𝑡 ∞ है यह 0 पर जाएगा तो हमारे पास यह परिणाम है और यह 𝑠 integration के क्रम को उलटने के लिए समायोजित किया जाएगा तो तो हमारे पास यहाँ है e st और e t तो यह इस 𝑢 तो ℎ के संदर्भ में लिखा जाएगा और 𝑡 यह है − ln 𝑢 और फिर हमारे पास 𝑑𝑢 है और एक फैक्टर होगा us0 जब हम इसे इसके स्थाना पन्न करते हैं तो हमारे पास यह ue t है इसलिए जब हम इस प्रतिस्थापित करते हैं e t को तो यह un होगा और फिर हमारे पास h और 𝑡 − ln 𝑢 इंटीग्रैंड में है और यह 𝑑𝑢 है इसलिए एक u होगा जो इस du से आ रहा है क्योंकि 𝑑𝑢 e tdt होगा और फिर इसका मतलब है कि 𝑑𝑢 −𝑢𝑑𝑡 इसलिए जब हम इस को प्रतिस्थापित करते हैं 𝑑𝑡 तो एक पद u होगा इसलिए 1u लेकिन जब हम इसे रखते हैं un और 𝑛 को s0n1 के रूप में लिया जाता है तो इस u के साथ इस 1के power को रद्द कर दिया जाएगा और फिर हमारे पास un और फिर us0 है तो अब यह होने पर यह integral जो प्रतिस्थापन के ठीक बाद है हम प्राप्त कर सकते हैं अब हम इस फार्म को देखो यहाँ हमारे पास है un तो इस के सामान वहां हमारे पास है tnऔर फिर हमारे पास कुछ function यहां है कुछ continuous function और फिर हमारे पास है 𝑑𝑢 जो वहाँ 𝑑𝑡 स्वाभाविक रूप से किया गया है इसलिए यदि यह परिणाम इस ℎ𝑡 0 को समान रूप से दर्शाता है तो हमें भी वही परिणाम मिल रहा है जिसका अर्थ है कि यह us0 और इसका h फ़ंक्शन − ln 𝑢 0 के बराबर होगा तो और यह स्वाभाविक रूप से यहाँ है − ln 𝑢 वहां केवल एक है − ln u के अलावा और कुछ नहीं है तो यह h𝑡 और यह us0 0 नहीं हैus0 0 बराबर नहीं है क्योंकि 𝑢 इस 0 से 1 तक भिन्न होता है और s0 भी इस 𝛼 से बड़ी संख्या है तो यह 0 नहीं किया जा सकता केवल संभावना है कि इस इंटीग्रल को 0 करने के लिए ℎ𝑡 को 0 होना होगा तो यह हमने यहाँ सिद्ध किआ है अब e sth𝑡 0 के बराबर है मतलब ℎ𝑡 0 के बराबर है तो अब हमारे पास कुछ टिप्पणियां हैं uniqueness प्रमेय piecewise continuous फंक्शन के लिए भी है लेकिन एक अंतर यह होगा कि piecewise continuous का अर्थ है कि फ़ंक्शन continuous है सिवाय शायद उन बिंदुओं के असतत सेट पर जहां इसमें इस तरह के हेविसाइड फ़ंक्शन जैसे jumped discontinuities हैं जिन्हें हमने देखा है इसलिए चूंकि यह लाप्लास इंटीग्रल discontinuities पर मूल्यों को नहीं पढ़ता है तो इस मामले में हमारे पास क्या है इस मामले में उस मामले का मतलब है जब हमारे पास piecewise continuous फंक्शन होता है तो इस मामले में हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि f𝑡 g𝑡 के बराबर होगा जो कि discontinuities के बिंदु के बाहर है इसलिए परिणाम को औपचारिक रूप से भी सिद्ध किया जा सकता है हालांकि हमने इसे सहज रूप से समझा है कि जब हमारे पास दो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर होते हैं तो जिन फंक्शनों के लाप्लास ये फंक्शन होते हैं वे फंक्शन discontinuities के बिंदुओं के अलावा या बाहर समान होंगे ठीक है तो चलिए इनवर्स लाप्लास परिवर्तन पर आधारित कुछ समस्याओं से गुजरते हैं इसलिए यदि आप उदाहरण के लिए इस फ़ंक्शन का प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण खोजना चाहते हैं जो कि 62s 38 6s16s29 है तो इस लाप्लास परिवर्तन की संरचना को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहां हमारे पास कुछ प्रकार के exponential फंक्शन हो सकते हैं और फिर यहां हमारे पास यह वर्ग प्लस कुछ कोसाइन या साइन प्रकार के फंक्शन हैं इसलिए यदि हम इस लाप्लास को लेते हैं तो हम रैखिकता गुण का उपयोग कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि यह f𝑡 यह है इनवर्स लाप्लास को दोनों ओर से रूपांतरित करना हमारे पास 12s 3 का लाप्लास है फिर यहां 116s29 का लाप्लास प्रतिलोम है और फिर यहां s16s29 का लाप्लास प्रतिलोम है तो अब हम पहले मामले में क्या करेंगे हम इसे सामान्य लेंगे ताकि हमारे पास 1s a फॉर्म हो तो इस 2 सामान्य को यहाँ लेते हुए इसका मतलब है कि अब हमारे पास३ है वहां 𝐿 इनवर्स 1s 32के साथ इस मामले में हम इस ब्रैकेट के बाहर 16 लेंगे तो हमारे पास है 12 और उसके बाद 𝐿 इनवर्स 1s2916 और तीसरे मामले में हम इस 16 को बहार ले जाएंगे तो हमारे पास है 38 और 𝐿 इनवर्स ss2916 तो अब हमारे पास वह संरचना है जिसे हम बुनियादी फंक्शनों से जानते हैं कि जिसका लाप्लास परिवर्तन 1s a है जिसका लाप्लास रूपांतर यह as2a2 और ss2a2 रूप है तो उस ज्ञान के होने पर हम अब कह सकते हैं हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह e3t2 का लाप्लास रूपांतर है अतलाप्लास प्रतिलोम 1s aका eat होता है तो हम यहाँ लिख रहे हैं e3t2 क्यों कि 𝑎 3t2 था और फिर दूसरे मामले में हमारे पास यहाँ 34 है तो हमारे पास 1s22जैसी स्थिति है तो हमें आवश्यकता है 34 की साइन फंक्शन के लिए वहां भी जिसका अर्थ है 43 हमें गुणा करना है और 12 पहले से ही वहां बैठा था इसलिए 23 अब है तो यहाँ हमारे पास 23 है और फिर sin 3t4 क्योंकि 34 है तो 34t तो हम इस शब्द के साथ भी कर रहे हैं यहाँ इसके विषय में हमारे पास प्रत्यक्ष परिणाम है क्योंकि ss2a2 और a2यह 916 है जिसका अर्थ है कि 𝑎 फिर से 34है तो यह इसका इनवर्स cos 𝑎𝑡 है तो हमारे पास 38 है और 𝐿 प्रतिलोम cos3t4है तो यह वह function है जिसका लैपलेस रूपांतरण इस प्रकार दिया गया है 62s 38 6s16s29है दूसरी समस्या में हम इस फंक्शन के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर विचार करेंगे जो कि F3s2 28s24 है तो इस मामले में हमें क्या करना है कि हमारे पास यह एक चाल है जो ज्यादातर समय काम करती है यह आंशिक अंश है आंशिक अंशों का अपघटन क्योंकि हमारे पास यह − 4 औरs24 है इसलिए यदि हम आंशिक अंश के विचार का उपयोग करके इसे विघटित कर सकते हैं तो हमें इसमें से कुछ मिलेगा 1 4 और फिर s24 और फिर हम इसे ज्ञात फंक्शनों में परिवर्तित कर सकते हैं ज्ञात फंक्शनों के लाप्लास परिवर्तन फिर हम वापस प्राप्त कर सकते हैं मूल फंक्शन के लिए तो इस आंशिक अंश अपघटन का उपयोग करके हमारे पास जो है वह अबलिखा जा सकता है A यह कारक और फिर यहां हमारे पास यह क्वाड्रिक शब्द s24 है तो एक रैखिक पद होगा जैसे 𝐵𝑠 𝐶 तो𝐴 𝐵 𝐶 constants हैं जिनका मूल्यांकन किया जाना है ताकि यह संबंध बना रहे एक बार हम इस 𝐴 𝐵 𝐶 की गणना के साथ कर रहे हैं हम केवल दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास लागू कर सकते हैं और हम वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो इस आंशिक भिन्न में जाने पर हमारे पास यह 3s2 28s24 है इसलिए यहाँ भी हम इस denominator को बराबर बनाते हैं तो फिर अंश में जो हमें मिलेगा हमारे पास As2 है और फिर Bs2 पद होगा तोसाथ s2 के हमारे पास 𝐴 𝐵 होगा s के साथ हम यहां −4𝑠 होंगे और 𝐶𝑠 होगा तो 𝐶 − 4𝐵𝑠 वह पद है जिसमें s है और तीसरा हमारे पास constant पद है तो 4𝐴 4𝐶 होगा इसलिए 4𝐴 4𝐶 होगा तो अब हमारे पास यहाँ अंश है जो बायीं ओर के बराबर होना चाहिए जो कि 3s2 28 है इसलिए हम यहां तुलना कर सकते हैं क्योंकि यहां 3s2 और s का गुणांक बाईं ओर 0 है और फिर हमारे पास 28 है दायीं ओर हमारे पास 𝐴 B s2है फिर हमारे पास 𝐶 − 𝐵𝑠 है और फिर हमारे पास यह अचर पद 4𝐴 − 𝐶 है तो इसकी तुलना करने पर हमें पता चलता है कि यह 𝐴 𝐵 3 और यहाँ 𝐶 4𝐵 0 और यह 4𝐴 𝐶 −28 या यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह 𝐴 − 𝐶 −7 है और फिर यहाँ हमारे पास यह परिणाम है कि 𝐶 4𝐵 इसलिए हम यहाँ वास्तव में 𝐴 4𝐵 −7 को प्रतिस्थापित कर सकते हैं यह 𝐴 और B में एक समीकरण है और फिर हमारे पास 𝐴 और B में 𝐴 𝐵 3 के रूप में दूसरा समीकरण है तो इन समीकरणों को हल करने से हमें अब क्या मिलता है इसलिए यदि हम इसे घटाते हैं तो रद्द हो जाएगा और हमारे पास −5𝐵 −10 होगा तो यहाँ हम B 2 के रूप में प्राप्त करेंगे तो B 2 फिर 𝐶 8 और फिर यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं यदि यह 𝐵 2 है तो 𝐴 को 1 होना चाहिए तो हमारे पास 𝐴 1 𝐵 2 और 𝐶 8 है तो 𝐴 1 𝐵 2 और 𝐶 8 और इस आंशिक अंश का विचार था कि हमे मिला Aयहाँ हमारे पास है𝐵𝑠𝐶s24 तो अब इसके बराबर होने पर हमारे पास 𝐴 1 है इसलिए 1 फिर 𝐵 2 इसलिए2𝑠8s24 और अब हम कर चुके हैं तो यहाँ मुख्य फंक्शन इस आंशिक अंश को प्राप्त करना है एक बार हमने आंशिक भिन्नों को कर लिया यह केवल उलटने की बात है क्योंकि अब हम जानते हैं कि किसका लाप्लास परिवर्तन 1s 4 है और यहाँ भी हम आगे लिख सकते हैं 2𝑠s24 और फिर 8s24 तो अब हमे लाप्लास इनवर्स मतलब 1s 4 का लाप्लास इनवर्स 𝑠s24का लाप्लास इनवर्स2s24का लाप्लास इनवर्स मिल सकता है यहाँ हमारे पास 4 L प्रतिलोम 2𝑠s24 है तो अब हमारे पास प्रत्यक्ष परिणाम हैं कि e4t वह function होगा जिसका लाप्लास परिवर्तन 1s 4था इधर 𝑠s24 का लाप्लास इनवर्स फिर से ज्ञात फंक्शन है यहाँ हमारे पास 2s24 हैइसलिए इसका लाप्लास प्रतिलोम sin 2𝑡 है तो यह e4t 2 cos 2𝑡 4 sin 2𝑡 है जो इस दिए गए function का लाप्लास प्रतिलोम है अब हम इस फंक्शनके लाप्लास इनवर्स को खोजना चाहते हैं 𝑠2s1s3s अब विचार वैसा ही है जैसा मैंने पहले कहा था कि हमें यह आंशिक भिन्न करना है एक बार आंशिक अंश हो जाने के बाद हम फंक्शनों को वापस 𝑡 डोमेन में लाने के लिए मौजूदा परिणाम का उपयोग कर सकते हैं इसलिए अब हमारे पास आंशिक अंश का अपघटन फिर से है क्योंकि यहां हमारे पास यह 𝑠 और 𝑠21 है तो हम लिख सकते हैं 𝐴 𝑠 और 𝑠21 के लिए फिर से यह 𝐵𝑠 𝐶 आ जाएगा तो यहाँ यह 𝑠𝑠21 और फिर अंश 𝐴 𝐵𝑠2 𝐶𝑠 𝐴 होगा तो हम फिर से यहाँ समीकरण प्राप्त करते हैं कि 𝐴 𝐵 1 फिर 𝐶 1 और 𝐴 1 और एक बार 𝐴 1 फिर 𝐵 0 पहले समीकरण से तो अब यह होने पर हमारे पास 1s है क्योंकि A 1 है और 𝐵 0 है इसलिए कोई 𝑠 शब्द नहीं होगा 𝐶 1 है इसलिए हमारे पास 11s2 है तो यह बहुत ही सरल fraction है जो हमें यहां मिली है जिसका परिवर्तन हम पहले से ही जानते हैं 1s का इनवर्स 1 है और 1s21का L इनवर्स sin 𝑡 होगा तो हमारे पास परिणाम है कि यहाँ इस 𝑠2s1s3sका 1 sin 𝑡 है अब हमें 𝑠2 s2s का लाप्लास परिवर्तन निकालना है तो यहाँ भी हमें केवल भिन्न करना है तो यहाँ s और हमारे पास यहाँ यह s 5 और 𝑠 2 प्राप्त कर सकते हैं तो यह 𝑠𝑠 5𝑠 2 का गुणनफल है हम इसे गुणनखंड कर सकते हैं और फिर से हमें आंशिक भिन्नों के लिए जाना होगा जिसका अर्थ है As तो हमारे पास यहाँ As फिर Bs 5 और फिर Cs2 है तो यह आंशिक अंशों ऐसा करके हम देखेंगे कि इस 𝐴 कारक के रूप में आ रहा है 15 और फिर 𝐵आ रहा है 2235 के साथ 𝑠 − 5 और इस 𝑠 2 𝐶 के साथ आ रहा है 47के रूप में और फिर हम कर सकते हैं इनवर्स परिवर्तन के विचार को लागू करें तो हम यहाँ मिलता 15 और उसके बाद 1s 5 दे देंगे e5t और यहाँ हम मिलेगा e2t आखिरी समस्या जहां हमें इसका इनवर्स रूपांतरण मिलेगा और यहां अब हमारे पास 𝑠24 और 𝑠21 है फिर से हमें आंशिक भिन्नों के लिए जाने की आवश्यकता है लेकिन इस बार हमारे पास यह रैखिक शब्द भी होगा यहां रैखिक शब्द 𝐴𝑠 B और 𝐶𝑠 D भी होगा तो इस मामले में हमें इन चार गुणांक 𝐴 𝐵 𝐶𝐷 की गणना करनी होगी इसलिए कभी कभी इन आंशिक भिन्नों को प्राप्त करना कठिन हो सकता है लेकिन हमें यह प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए करना होगा क्योंकि सीधे हम नहीं जानते कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए तो हम फ्रैक्शंस को ज्ञात प्रतिलोम रूपांतरण ज्ञात लाप्लास रूपान्तरण में करते हैं और फिर हम इनवर्स लाप्लास रूपान्तरण करेंगे तो यहाँ आंशिक फ्रैक्शंस करने के बाद यह बाहर आता है कि 73 के साथ है 𝑠s21 और फिर इस 1s21 इस 𝐵 के लिए 𝐵 1 है और यहाँ 𝐷 0 होने के लिए आ रहा है और C आ रहा है 13 और तब हम इनवर्स परिवर्तन के लिए जा सकते हैं क्योंकि यह सिर्फ cos 𝑡 के लिए है यह sin 𝑡 के लिए है और फिर यहां हमारे पास cos 2𝑡 है इसलिए इस आंशिक फ्रैक्शंस के विचार का उपयोग करके हम इस आंशिक फ्रैक्शंस द्वारा कुछ जटिल एक्सप्रेशंस के इनवर्स की गणना आसानी से कर सकते हैं तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया है और केवल निष्कर्ष निकालने के लिए हमने इनवर्स लाप्लास परिवर्तन के लिए विशिष्टता प्रमेय पर चर्चा की है तो जो कहता है कि अगर 𝐹𝑠 𝐺𝑠 इस सब के लिए ss0 उस स्थिति में कम से कम यह 𝑓𝑡 g𝑡 असंतुलन के बिंदुओं के बाहर और इनवर्स लाप्लास परिवर्तन का मूल्यांकन आंशिक अंशों के इस विचार के आधार पर किया जाता है तो यह लाप्लास परिवर्तन का इनवर्स प्राप्त करने की तकनीकों में से एक है खैर इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही और आपके ध्यान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं